इस विशेष मॉड्यूल में मैं आपको विभिन्न केस स्टडीज के माध्यम से IIoT के कार्यान्वयन के उदाहरणों के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों को लेने जा रहा हूं इसलिए विभिन्न उद्योग IoT IIoT समाधानों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मैं आपको इस अपनाने के पीछे की कहानियों के संग्रह के माध्यम से विभिन्न उद्योगों द्वारा IIoT प्रौद्योगिकियों के अपनाने को लेने जा रहा हूं मैं इसे डोमेन वाइज करने जा रहा हूं इसलिए पहले डोमेन में हम स्मार्ट विनिर्माण उद्योगों के बारे में बात करने जा रहे हैं इसलिए विनिर्माण उद्योग असेंबली लाइन्स पर पहला विचार किया जा रहा है स्मार्ट फैक्ट्री अधिक विशेष रूप से वह है जो हम एक बार फिर से देखने जा रहे हैं और यह देखें कि विभिन्न उद्योगों ने IIoT समाधानों को अपनाया है और उनकी प्रक्रियाओं में कैसे सुधार हुआ है इसलिए हम विनिर्माण क्षेत्र पर नजर डालेंगे इसलिए जब भी हम विनिर्माण के बारे में बात कर रहे हैं तो परंपरागत रूप से अलग अलग चुनौतियाँ थीं यह निर्माण मशीनें अलग में काम करती हैं ये मशीनें जुड़ी नहीं थीं दूसरी अलग अलग चुनौतियाँ थीं जैसे कि ये मशीनें एक दूसरे से जुड़ी नहीं थीं असंतुलित थीं इस विभिन्न मशीनों में काम का बोझ इसलिए एक ही काम करने वाली विभिन्न मशीनों में काम का बोझ संतुलित नहीं था अन्य चुनौतियां भी थीं वास्तविक समय में डेटा की उपलब्धता के संबंध में चुनौतियां जो पारंपरिक विनिर्माण के साथ एक और चुनौती भी थी पारंपरिक पृथक विनिर्माण मशीनों के साथ जो एक दूसरे से जुड़ी नहीं थीं और जो एक मशीन से कुछ केंद्रीकृत से जुड़ी नहीं थीं इकाई या नियंत्रित स्टेशन समय के साथ लंबे समय तक परिवर्तन के संबंध में चुनौतियां थीं इसका मतलब है एक लाइन या मशीन को एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में परिवर्तित करना इसलिए जब भी इस बदलाव को घटित करना होगा तब इसका उपयोग बहुत अधिक समय तक किया जाएगा यह पारंपरिक विनिर्माण है इसकी कमियां हैं पारंपरिक विनिर्माण के साथ अन्य चुनौती यह थी कि उत्पादन का समय स्वयं अधिक विस्तारित होता था इसका कारण उत्पादन लाइन की सही जानकारी और डेटा की कमी है इसलिए इन सभी अलग अलग चुनौतियों 4 अलग अलग चुनौतियाँ जो मैंने अभी बताई हैं उन्हें स्मार्ट विनिर्माण समाधानों से दूर किया जा सकता है तो स्मार्ट विनिर्माण स्मार्ट कारखाने कारखानों जो मूल रूप से उन्हें स्मार्ट बनने के लिए IIoT समाधानों को एकीकृत करते हैं तो स्मार्ट कारखानों स्मार्ट विनिर्माण है जो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं इसलिए स्मार्ट फैक्टरी जब भी हम स्मार्ट फैक्टरी के बारे में बात कर रहे हैं स्मार्ट फैक्टरी आईटी और ओटी को एकीकृत करती है तो आपके पास यह पारंपरिक मशीनरी पारंपरिक उपकरण पारंपरिक संचालन तकनीक और उनके अनुकूलन आत्म अनुकूलन स्वचालन हैं इसलिए न केवल ये मशीनें अलगाव में क्रमशः चलती हैं बल्कि अलग अलग डेटा के कनेक्शन के माध्यम से स्वचालित रूप से प्रक्रियाओं का अनुकूलन करने के लिए जो इस मशीन से उनके स्वास्थ्य की स्थिति और इन पर और स्वचालन के माध्यम से भी आ रही हैं तो स्व अनुकूलन और स्वचालन तो इस स्मार्ट कारखानों के लाभ यह होने जा रहे हैं कि वास्तविक समय में बहुत सारा डेटा विशेष रूप से इन विभिन्न मशीनों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में डेटा प्राप्त कर सकते हैं इस डेटा का विश्लेषण करना होगा और विश्लेषण के आधार पर गुणवत्ता नियंत्रण किया जा सकता है और ये सभी चीजें केवल एक स्मार्ट कारखाने में की जा सकती हैं स्मार्ट फैक्ट्री का परिणाम यह है की परिवर्तन समय कम होता है स्मार्ट फैक्ट्री का परिणाम यह है की उत्पादन समय कम होता है और स्मार्ट फैक्ट्री में लचीलेपन की विशेषताएं होती हैं परिवर्तन के संबंध में लचीलापन नए घटकों को अपनाने के संबंध में लचीलापन नई प्रौद्योगिकियों एकीकरण प्रणाली के भीतर और बाहर एकीकरण और प्रबंधन में भी आसानी तो ये सभी एक स्मार्ट कारखाने के विभिन्न लाभ हैं इसलिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको एक स्मार्ट फैक्ट्री की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताता हूं तो स्मार्ट फैक्ट्री एक ऐसी चीज है जिसकी चर्चा मैं पहले भी एक व्याख्यान में कर चुका हूँ लेकिन चलिए हम इस विशेष बात को और अधिक विस्तृत रूप में जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि IIoT IIoT का एक अच्छा अनुप्रयोग उदाहरण मूल रूप से स्मार्ट कारखानों का निर्माण है इसलिए जब भी हम स्मार्ट कारखानों के बारे में बात कर रहे हैं हम विभिन्न क्षेत्र उपकरणों के बारे में बात कर रहे हैं तो क्षेत्र उपकरण ये मूल रूप से सेंसर सक्षम डिवाइस हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को स्मार्ट तरीके से निष्पादित करने में मदद करेंगे इसलिए उन पर चलने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं अलग अलग अन्य चीजें की जा सकती हैं जैसे कि इन उपकरणों का रखरखाव सिस्टम की प्रक्रियाओं लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण इसलिए दूसरे शब्दों में हम क्षेत्र के उपकरणों की प्रक्रियाओं में सुधार कर सकते हैं रखरखाव में सुधार कर सकते हैं लॉजिस्टिक्स में सुधार कर सकते हैं और समग्र रूप से विनिर्माण में सुधार कर सकते हैं तो ये विभिन्न चीजें हैं जो इन सेंसर सक्षम क्षेत्र उपकरणों की मदद से की जा सकती हैं तो क्षेत्र उपकरण मूल रूप से सेंसर सक्षम हैं तो मैं आपको यह भी बता दूं कि इन फील्ड डिवाइसेस को न केवल सेंसर के साथ सक्षम किया जाता है बल्कि ये भी हैं कि सेंसर अलग अलग वर्कर्स या अलग अलग कर्मियों के साथ भी सक्षम होते हैं उनके पास विभिन्न वेरिएबल सेंसर हैं जो लगातार वहाँ अपने काम पर नजर रखने जा रहे हैं उनके तनाव का स्तर और यह सब तो अलग अलग उपकरणों के स्वास्थ्य की निगरानी और यह विभिन्न श्रमिकों के काम के हालत और कार्य बल कर्मियों की निगरानी स्मार्ट कारखाने में काम करने में यह सारी चीज़ें होने जा रही हैं इसलिए इसके बाद डेटा को शॉप फ्लोर पर भेजा जाएगा तो ये विभिन्न इकाइयों की तरह हैं तो अगर विनिर्माण संयंत्र एक शॉप फ्लोर है अलग अलग शॉप फ्लोर देखते हैं तो ये विनिर्माण के लिए अलग अलग इकाइयों की तरह हैं एक विशेष कारखाने के भीतर विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाली विभिन्न इकाइयाँ इसलिए शॉप फ्लोर पर अलग अलग कंट्रोलर होंगे ये मशीन कंट्रोलर हैं जो एक शॉप फ्लोर के भीतर हो सकते हैं इसलिए मशीन कंट्रोलर वगैरह तो ये मशीन कंट्रोलर फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे इसलिए मैं यहाँ इस बात का उल्लेख करना भूल गया कि इन विभिन्न उपकरणों ने प्रक्रियाओं रखरखाव रसद विनिर्माण और साथ ही इन घटकों का भी ध्यान रखा है कि वे सभी एक दूसरे के साथ जुड़े रहने वाले हैं और यह विभिन्न संचार के उपयोग के माध्यम से होने वाला है ZigBee या ब्लूटूथ जैसे तंत्र या विभिन्न संचार प्रौद्योगिकियां जिन्हें मैंने IoT पर परिचयात्मक व्याख्यान में शामिल किया है इसलिए ये सभी एक दूसरे से बात करने वाले हैं तो यह शॉप फ्लोर है और इस शॉप फ्लोर से मूल रूप से डेटा को विनिर्माण संयंत्र में भेजा जाने वाला है इसलिए विनिर्माण संयंत्र के पास विनिर्माण निष्पादन प्रणाली सही होगी निर्माण निष्पादन प्रणाली जिसमें फिर से नियंत्रित कमरे जैसे अलग अलग घटक होंगे आप उप नियंत्रित कमरे जानते हैं और जिस पर इस विभिन्न संचार तंत्रों के माध्यम से जुड़ना होगा जैसे वाई फाई हो सकता है ब्लूटूथ वगैरह और अंत में डेटा भेजा जाएगा एक सिस्टम इंटीग्रेटर जैसे ईआरपी हो सकता है तो यह ईआरपी हो सकता है जो डेटा संग्रह स्टोरेज करने जा रहा है और विश्लेषण हो सकता है और यह क्लाउड सक्षम भी हो सकता है तो यह ईआरपी क्लाउड हो सकता है क्लाउड ने ईआरपी को न केवल विश्लेषण के लिए सक्षम किया बल्कि विज़ुअलाइज़ेशन भी संभव है इसलिए ये सभी अलग अलग काम किए जा सकते हैं इसलिए समग्र रूप से यह आपके उद्यम स्तर है इसलिए हमने फील्ड डिवाइस के स्तर के साथ शुरुआत की फिर अगला स्तर उच्च था शॉप फ्लोर और फिर संयंत्र और अंत में उद्यम स्तर तो आप जानते हैं कि एक स्मार्ट फैक्ट्री में इन सभी चीजों को आपस में जोड़ा जा रहा है ये अलग अलग डिवाइस बहुत सारे डेटा को फ़्लोर शॉप प्रोसेसर्स में प्रोसेस किया जा रहा है अलग अलग कंट्रोलर उनके बीच कनेक्टिविटी फिर से डेटा को मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में भेजना और उनका निष्पादन संयंत्र के स्तर पर और फिर क्लाउड स्तर पर ईआरपी और क्लाउड को एक साथ डेटा संग्रह स्टोरेज विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यह समग्र रूप से है कि एक स्मार्ट कारखाना कैसा दिखता है यह उच्च स्तर का ब्लॉक डायग्राम है कि ये ऑपरेशन एक स्मार्ट कारखाने में कैसे चलते हैं इसलिए इस बात को समझने के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं हम पहले ही देख चुके हैं कि ये स्मार्ट फैक्टरी होने के अलग अलग फायदे हैं आइए अब एक अलग नजरिए से देखें कि यह स्मार्ट फैक्ट्री कैसे काम करने वाली है तो सबसे नीचे सेंसर सक्षम उपकरण और कार्यकर्ता होगा तो यह वही है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आपके उपकरण सेंसर सक्षम होने जा रहे हैं यह एक कारखाने में विनिर्माण संयंत्र में और समझा जाता है लेकिन न केवल ये उपकरण बल्कि श्रमिक भी सेंसर सक्षम होने जा रहे हैं इसलिए उपकरण और यह कार्यकर्ता दोनों सेंसर सक्षम होने जा रहे हैं वे बहुत से डेटा से गुजर रहे हैं जो इस गेटवे से क्लाउड तक गुजरने वाले हैं जहां आगे डेटा विश्लेषण डेटा विज़ुअलाइज़ेशन आदि किए जा रहे हैं और परिणाम संबंधित हितधारकों को उनकी संबंधित नीतियों के आधार पर उपलब्ध कराने जा रहे हैं उनके एक्सेस कण्ट्रोल तंत्र पर काम होता है तो एक स्मार्ट फैक्ट्री की विशेषताओं के संदर्भ में ये कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं एक स्मार्ट कारखाने में हम जुड़े उपकरणों के बारे में बात कर रहे हैं जो वास्तविक समय में लगातार बहुत सारे डेटा भेजने वाले हैं किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना या न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ अनुकूलित घटक एक स्मार्ट कारखाने की विशेषता है स्मार्ट फैक्ट्री इस मायने में पारदर्शी है कि आप बहुत सारा डेटा प्राप्त करने जा रहे हैं लाइव डेटा को उन मैट्रिक्स के आधार पर लागू किया जाता है जो आपको यह सभी लाइव डेटा मिलने वाले हैं और उन डेटा का उपयोग त्वरित निर्णय के लिए प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त रूप से किया जा सकता है ऐसा करने से स्मार्ट फैक्ट्री में पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलता है प्रोएक्टिव सुविधा का मतलब है कि आप भविष्य के परिणामों के बारे में और स्थिति के आधार पर निवारक कार्रवाई और भविष्य में क्या होने वाला है या क्या होने जा रहा है जान सकते हैं इसलिए भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी के आधार पर व्यक्ति निवारक कार्रवाई कर सकता है और अंत में लचीलेपन के संबंध में चुस्ती नए सिस्टम के घटकों को अपनाने के संदर्भ में संस्करणों में परिवर्तन आदि में लचीलापन इसलिए इन सभी चीजों को एक स्मार्ट कारखाने में संभव है आइए अब हम इनमें से कुछ मामलों के अध्ययन को देखें तो आप जानते हैं कि मैं एयरबस कंपनी के साथ शुरू करूंगा जिसमें IIoT की कला कार्यान्वयन की स्थिति है इसलिए एयरबस ने मूल रूप से भविष्य के कारखाने के रूप में जाना जाने वाला कुछ अपनाया है इसलिए इससे पहले कि मैं भविष्य के कारखाने के बारे में बात करूं मैं आपको एयरबस के बारे में एक संक्षिप्त प्रकाश डाल दूं इसलिए एयरबस जैसा कि आप जानते हैं कि विमानन क्षेत्र में एक प्रमुख है और एयरबस एक जर्मन है या सामान्य रूप से मैं बता सकता हूं कि यह एक यूरोपीय विमान निर्माता है और यह अपनी उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सारे IoT तकनीकों को लागू करता है इसलिए अनिवार्य रूप से ऐसा होता है कि फलस्वरूप उत्पादन के दौरान इसका मतलब है कि निर्माण के दौरान संयंत्र के फर्श पर और इसके बाद भी उत्पादों को एक वास्तविक विमान में तैनात करने के दौरान बहुत सारा डेटा एकत्र किया जा सकता है इसलिए संयंत्र के फर्श में विनिर्माण उत्पादन के समय बहुत सारे डेटा एकत्र किए जा सकते हैं लेकिन इसके अलावा फ्लाइट रिकॉर्डर से बहुत सारे डेटा एकत्र किए जा सकते हैं जबकि फ्लाइट्स चालू हैं इसलिए उड़ानों पर डेटा एकत्र करने से उड़ान के अनुभव में सुधार करने में मदद मिलेगी और कारखाने के तल पर काम करने वाले इस IoT उपकरणों का उपयोग अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं ताकि निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न पदों के बारे में समझ मिल सके और इसलिए मेरा मतलब है कि कितना विनिर्माण ने प्रक्रिया की है प्रक्रिया में विभिन्न अंतराल आदि क्या हैं इसलिए इन सभी चीजों को समग्र रूप से इस IoT सक्षम उपकरणों का उपयोग करके कारखाने के तल पर श्रमिकों को एक समग्र समझ मिल सकती है इसलिए एयरबस उन्होंने लॉन्च किया यह कैसा दिखता है आइए हम भविष्य के इस कारखाने को देखें तो भविष्य के एक कारखाने में हम विभिन्न घटकों के बारे में बात कर रहे हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए IoT सेंसर जैसे घटक फिर हम मॉड्यूलर उपकरणों विभिन्न रोबोटों का उपयोग रोबोटिक हथियार आदि के बारे में बात कर रहे हैं औद्योगिक ऑगमेंटेड रियलिटी की अवधारणाओं का उपयोग कंप्यूटर विज़न का उपयोग इमेज प्रोसेसिंग और वास्तविक समय में वीडियो प्रोसेसिंग फिर लॉजिस्टिक और ट्रकों का उपयोग और विशेष रूप से एक स्वायत्त प्रणाली में जो भविष्य के कारखाने की एक विशेषता है हम आम तौर पर मानव रहित ट्रकों के बारे में बात कर रहे हैं और हम श्रमिकों और इन विभिन्न मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें वेब्रेल्स हैं हम ईआरपी के बारे में बात कर रहे हैं फिर श्रृंखला प्रबंधन की आपूर्ति करते हैं संभवतः क्लाउड सक्षम होते हैं और ब्लॉक चेन को भी लागू किया जा सकता है और ये मूल रूप से अलग अलग घटक होंगे बेतरतीब ढंग से मैं उन्हें कनेक्ट कर रहा हूं लेकिन मूल रूप से वे एक साथ काम करने जा रहे हैं और यह भी कि क्या बहुत महत्वपूर्ण है आखिरकार ये सभी इस डेटा को फेंकने जा रहे हैं इस डेटा का उपयोग भविष्य कहनेवाला या नैदानिक विश्लेषण के लिए किया जाएगा इसलिए यह आम तौर पर यह कैसा दिखता है यह भविष्य के कारखाने में कैसा दिखता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयरबस ने पहले से ही भविष्य के कारखाने को अपनाया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस विभिन्न कार्यान्वयनों को देखते हैं जिन्हें एयरबस ने भविष्य के कारखाने के संबंध में अपनाया है इसलिए भविष्य के कारखाने के कार्यान्वयन के साथ एयरबस में अब डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए तंत्र हैं पहनने योग्य सेंसर सेंसर के साथ उपकरण और मशीनें जो न केवल उन पहनने योग्य सेंसर के लिए एकीकृत हैं बल्कि स्मार्ट ग्लास जैसे उपकरण भी हो सकते हैं उद्योग ग्रेड स्मार्ट चश्मे का उपयोग शायद ऑगमेंटेड रियलिटी समर्थन के साथ किया जा सकता है इसलिए इस स्मार्ट चश्मे का उपयोग किया जा सकता है इसलिए एयरबस भविष्य के कारखाने के कार्यान्वयन के लिए इन सभी अलग अलग चीजों का उपयोग कर रहा है इसलिए उत्पादन प्रक्रिया का 3 डी रियल टाइम विज़ुअलाइज़ेशन संभव है और इन सभी चीज़ों को अलग अलग सेंसर भी तैनात किए जाते हैं और इन सभी चीज़ों को A330 और A350 मॉडल और उनकी असेंबली लाइनों पर तैनात किया जाता है जो टूलूज़ निर्माण संयंत्र में हैं और उनके पास है भविष्य के इस कारखाने को यूके में A400M मॉडल और उनके विधानसभा संचालन के लिए भी तैनात किया एक और कंपनी जो एक रोगाणु रोबोटिक्स निर्माता है नाम कूका है उनके पास अपनी IoT सक्षम फैक्ट्री है जो मूल रूप से विभिन्न रोबोटों को उनके रोबोट के निर्माण और उनके बीच उनकी कनेक्टिविटी आदि को पूरा करती है इन सभी चीजों को लागू किया गया है IoT सक्षम कनेक्टिविटी इस विभिन्न उपकरणों के सेंसर कनेक्टिविटी तो ये सभी चीजें कूका में सक्षम हैं तो मूल रूप से ये रोबोट एक निजी क्लाउड के साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए कूका मूल रूप से प्रति दिन इन विभिन्न उपकरणों की 800 से अधिक इकाइयों का उत्पादन करता है तो एक और अनुप्रयोग इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स का निर्माण है तो कंपनी द्वारा DeWalt DeWalt उपकरण निर्माता है जिसने निर्माण IoT की यह पहल शुरू की है यह IoT प्लेटफॉर्म और वाई फाई मेष नेटवर्क का उपयोग करता है जो श्रमिकों और उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे उपकरणों को ट्रैक करता है चीजों का निर्माण इंटरनेट मूल रूप से उन निर्माण स्थलों की निगरानी करता है जो बहुत बड़े हैं एनएफएल फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है एबीबी यूएमआई मॉडल के साथ आया था जो मूल रूप से विभिन्न रोबोट उद्योग कुशल रोबोट और मानव यूमी मॉडल के बीच सहयोग के लिए एक पहल है और एबीबी एक शक्ति और रोबोटिक्स फर्म है जिसके पास इन मशीनों की स्थिति की निगरानी के लिए सेंसर और विभिन्न रोबोट मशीनरी सक्षम पावर सिस्टम हैं तो ये मशीन सभी सेंसर सक्षम हैं और रोबोट आदि के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं और यह यूएमआई मॉडल एबीबी उत्पादों के निवारक रखरखाव में मदद कर सकता है अमेज़ॅन के पास मूल रूप से रोबोट की अलमारियाँ हैं और जैसा कि इस नाम से पता चलता है कि अमेज़ॅन मूल रूप से विभिन्न प्रकार के रोबोट का उपयोग करता है जो इस अलमारियों को ले जाएगा और इस अलमारियों को फिर से व्यवस्थित करेगा अमेज़ॅन मूल रूप से ई कॉमर्स कंपनी है जैसा कि आप जानते हैं और यह अलमारियों और उनकी पुनर्रचना रोबोटिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और यह मूल रूप से प्रक्रियाओं को बहुत अधिक स्वायत्त कुशल बनाता है तो इस बात का अच्छा हिस्सा यह है कि क्योंकि यह एक स्वायत्त रोबोट प्रणाली है इस प्रणाली का उपयोग करके रोबोट अपनी विभिन्न अलमारियों से विभिन्न वस्तुओं का कुशलता से पता लगा सकते हैं और खोज सकते हैं इसलिए मूल रूप से 2014 में अमेज़ॅन द्वारा इन रोबोटिक अलमारियों का उपयोग करके परिचालन लागत में 20 प्रतिशत की कटौती की गई थी कैटरपिलर कैटरपिलर में मूल रूप से एआर ऐप augmented reality ऐप है जो आईओटी कैटरपिलर के साथ एकीकृत है जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक भारी उपकरण निर्माता है और वे augmented reality ऐप के साथ आए हैं जो कारखाने के फर्श का एंड टू एंड व्यू उत्पन्न करता है तो मशीन ऑपरेटर्स टूल रिप्लेसमेंट की आवश्यकता का पता लगा सकते हैं जब भी उस विशेष एआर ऐप के माध्यम से एंड टू एंड व्यू देखने के बाद इसकी आवश्यकता होती है एपी एप मूल रूप से टूल रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर चेंज फ्यूल मॉनिटरिंग आदि चीजों के लिए निर्देश भेजता है कैटरपिलर में IoT चालित जहाज मेंटेनेंस है और यह उनके समुद्री डिवीजन द्वारा किया जाता है वे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एनालिटिक्स को करने के लिए शिप बोर्ड सेंसर का उपयोग करते हैं जो सेंसर तैनात हैं वे जनरेटर इंजन जीपीएस एयर कंडीशनिंग सिस्टम और ईंधन मीटर की निगरानी कर सकते हैं सेंसर्ड डेटा का विश्लेषण प्रशीतित कंटेनरों के उपयोग के बारे में अंतर्दृष्टि के साथ उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है पतवार की सफाई और अनुकूलित सफाई अनुसूची की लागत और ये डेटा ये सभी डेटा के विश्लेषण के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं जो इन विभिन्न सेंसर के माध्यम से प्राप्त होते हैं जो कि जहाजों के ऑनबोर्ड उपकरणों में तैनात हैं इसलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एनालिटिक्स इन सभी मशीन लर्निंग तकनीकों के उपयोग के बारे में बात करती है जिनके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की है पायथन वीका जैसे उपकरण और तकनीक इन विभिन्न विश्लेषणों के साथ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं प्रेडिक्टिव मेन्टेनेन्स एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए आसान फॉल्ट करेक्शन डाउनटाइम कम करना और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना आसान होता है फैनुक एक रोबोट बनाने वाली कंपनी है इसमें शून्य डाउनटाइम सिस्टम है यह डाउनटाइम को कम करने के लिए प्रेडिक्टिव मेन्टेनेन्स का उपयोग करता है यह सेंसरों में निर्मित क्लाउड आधारित एनालिटिक्स का उपयोग करता है घटक विफलता की भविष्यवाणी करता है और जीरो डाउनटाइम सिस्टम है फैनुक इनोवेशन अवार्ड 2016 के जीएम आपूर्तिकर्ता का विजेता है गेहरिंग कनेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में है यह ऑनिंग मशीनों को बनाता है क्लाउड आधारित एनालिटिक्स का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को वास्तविक समय में मशीनों से प्राप्त डेटा के साथ किया जाता है जिससे प्रक्रियाओं की उत्पादकता Gehring के विनिर्माण संयंत्र में उत्पादकता में सुधार हुआ है उत्पादकता का अनुकूलन किया जाता है हिताची में लुमाडा सिस्टम है जो IoT प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसमें 5 लेयर्स होते हैं एज कोर एनालिटिक्स स्टूडियो और फाउंड्री की परतें जो हिटाची की निर्माण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए एक साथ उपयोग की जाती हैं Maersk इंटेलीजेंट शिपिंग की जगह में है Maersk एक कंटेनर शिपिंग कंपनी है जो विभिन्न सेंसरों का उपयोग करके संपत्तियों और ईंधन की खपत को ट्रैक करती है तो यह स्मार्ट कारखाने का एक और उदाहरण है और यह कार्यान्वयन है यह प्रशीतित कंटेनरों के संरक्षण के लिए IoT का उपयोग करता है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है मैग्ना स्टेयर में स्मार्ट पैकेजिंग सिस्टम है जो उपकरण और वाहन भागों सहित संपत्ति पर नज़र रखने के लिए IoT का उपयोग करता है तो ब्लूटूथ के साथ स्मार्ट पैकेजिंग सक्षम है ब्लूटूथ सक्षम पैकेजिंग उनके सिस्टम में है और यह गोदामों में घटकों को ट्रैक करता है मैग्ना स्टेयर में कर्मचारी इन विभिन्न मशीनों के बीच न केवल इन विभिन्न मशीनों के बीच बल्कि मशीनों और मनुष्यों या कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच अंत तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पहनने योग्य तकनीकों का उपयोग करते हैं मैग्ना स्टेयर में चालक रहित परिवहन प्रणाली है उनके पास डिजिटल कारखाना है जो पूरे कारखाने की एक आभासी छवि प्रदान करता है और जो उन्नत तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है यह आभासी छवि वास्तविक समय पर नियंत्रण प्रदान करती है और विसंगति का पता लगाती है वे इसे एकत्र किए गए डेटा की मदद से बनाते हैं वे डिजिटल कारखाने का 3 डी नक्शा बनाते हैं और यह मूल रूप से क्लाउड में संग्रहीत डेटा का उपयोग करके अपने परिवहन वाहनों के प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सहित कुशलतापूर्वक चीजों को करने में मदद करता है नॉर्थ स्टार ब्लूस्कोप स्टील कार्यकर्ता सुरक्षा के लिए IoT का उपयोग करता है तो यह विशेष कंपनी इस्पात उद्योग में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है इसमें श्रमिकों और उनके पर्यवेक्षकों के लिए अलग अलग स्मार्ट IoT डिवाइस हेलमेट रिस्टबैंड आदि हैं ताकि पर्यवेक्षक विभिन्न श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति को ट्रैक कर सकें पर्यवेक्षक उदाहरण के लिए ब्रेक दे सकते हैं अतिभारित श्रमिकों को पर्यवेक्षक श्रमिकों की स्थिति और काम करने की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं जिसमें यह श्रमिक काम कर रहे हैं इसलिए पर्यवेक्षक आपके बारे में डेटा प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि पर्यावरणीय मानकों को जैसे कि पर्यावरण में कोई विकिरण है जिसमें कार्यकर्ता काम कर रहा है या क्या कार्यकर्ता अलग अलग विषाक्त गैसों के साथ पर्यावरण में काम कर रहा है या नहीं तो कुछ अन्य स्मार्ट कारखाने अनुप्रयोगों में रियो टिंटो द्वारा खनन के लिए IoT का कार्यान्वयन शामिल है इसलिए रियो टिंटो के पास खनन स्थलों से अयस्क खींचने के लिए चालक रहित ट्रक और ट्रेनें हैं और उनके पास स्वायत्त ड्रिल तकनीक भी है पावर ग्रिड सेक्टर में अलग अलग IoT एप्लिकेशन हैं I पावर सिस्टम को और अधिक स्मार्ट बनाने के लिए IoT को तैनात किया गया है कंपनी बोस भी आईओटी का भारी उपयोग करती है और यह मूल रूप से श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार करने के लिए या विभिन्न श्रमिकों द्वारा काम करने वाली त्रुटियों की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न IoT उपकरणों को तैनात करती है तो ये इन अलग अलग संदर्भों में से कुछ हैं जिनसे आप स्मार्ट कारखाने के बारे में जान सकते हैं और स्मार्ट कारखाने में असेंबली लाइन IIoT एक स्मार्ट कारखाने में लागू करने के लिए भी ये सभी अलग अलग संदर्भ हैं और इनमें उन कंपनियों और उनके उत्पादों के अध्ययन के बारे में बात करने वाले संदर्भ शामिल हैं जिनके बारे में मैंने पिछले आधे घंटे के व्याख्यान में संक्षेप में बात की थी आपके द्वारा जानने के लिए ये सभी संदर्भ हैं धन्यवाद